यह एक पुराना वायुयान हैं पाइपर सूपर कब 18 150 आप देख सकते हैं कि यह फ़्यूज़ेलाज़ है जिस में बहुत सारे टूब्युलर मेम्बर हैं ये टूब्युलर मेम्बर तनाव और दबाव दोनों तरह के भार को सह सकते हैं ये लॉंजिटूडिनल मेम्बर हैं जिनको लोंगेरोंस कहते हैं तब कुछ फ़िल्लेरांचे हैं यह भी लॉंजिटूडिनल स्ट्रिंगर हैं परंतु ये लोंगेरोंस की अपेक्षा वजन में हलके होते हैं और गिनती में अधिक होते हैं इनको स्ट्रिंगर कहते हैं स्ट्रिंगर अनेक होते हैं लोगेरोंस गिनती में कम होते हैं वायुयान के कम्पोनेंट विभिन्न हिस्सों से बने होते हैं जिनको स्ट्रक्चरल मेम्बर्ज़ कहते हैं जैसे स्ट्रिंगर लोंगेरोंस रिब्ज़ बल्क्हेड इत्यादि फ़्यूज़ेलाज़ वायुयान का मुख्य स्ट्रक्चर या शरीर है यह कार्गो कंट्रोल्ज़ ऐक्सेसरीज़ यात्रियों एवं अन्य इक्विप्मेंट के लिए जगह देता है सिंगल एंजिन वायुयान में इसी में पावर प्लांट होता है मल्टी एंजिन वायुयानों में एंजिन फ़्यूज़ेलाज़ में या फ़्यूज़ेलाज़ से सटे या विंग स्ट्रक्चर से लटके होते हैं आम तौर पर फ़्यूज़ेलाज़ के दो प्रकार के निर्माण होते हैं ट्रस टाइप और मोनोकोकुए टाइप ट्रस एक कठोर फ़्रेम वर्क है जिसे विभिन्न अवयवों को मिलाकर बनाया जाता है जैसे कि बीम स्ट्रट एवं बार जिससे लगाए गए भारों से डीफ़ॉर्मेशन नहीं होता ट्रस फ़्रेम फ़्यूज़ेलाज़ को आमतौर पर किसी फ़ैब्रिक से ढक देते हैं ट्रस टाइप फ़्यूज़ेलाज़ फ़्रेम को स्टील की टुबिंग्स को एक साथ वेल्डिंग कर इस तरह से बनाते हैं की यह तनाव और दबाव दोनो को सह पाए आजकल अधिकतर वायुयान सेमी मोनोकोकुए बनावट से बनते हैं सेमी मोनोकोकुए फ़्यूज़ेलाज़ ऐल्यूमिनीयम और मैग्नेसियम की मिश्र धातुओं से बनते हैं वैसे अधिक ऊँचे तापक्रम क्षेत्रों में स्टील और टायटेनीयम भी व्यवहार में आता है प्राइमरी बेंडिंग लोड्ज़ को लोंगेरोंस द्वारा सम्भाला जाता है ये साधारणतः कई पॉइंट ओफ़ सपोर्ट के बीच लगे होते हैं लोंगेरोंस की सहायता के लिए दूसरे अवयव लम्बाई में लगे होते हैं इन्हें स्ट्रिंगर कहते हैं स्ट्रिंगर लोंगेरोंस की तुलना में हलके पर गिनती में अधिक होते हैं खड़े लगने वाले अवयवों को बल्क्हेड या फ़्रेम या फॉर्मर्स कहते हैं खड़े लगने वाले अवयवों के बीच ज़्यादा भार वाले अवयव भी लगते हैं जो कुछ अंतरालों पर स्थित होते हैं जहाँ ये केंद्रित भारों का वहन करते हैं और जहाँ इनको फिट्टिंग्स की सहायता से जोड़ा जाता है जैसे विंग पावर पलांट स्टेबलाइजर के साथ स्ट्रिंगेरस लोंगेरोंस की अपेक्षा हलके होते हैं और फुलेन्स का काम करते हैं मज़बूत और लम्बे लोंगेरोंस बल्क्हेड और फोर्मेर्स को पकड़ कर रखते हैं स्ट्रिंगर्स और लोंगेरोंस मिल कर फ़्यूज़ेलाज़ में पड़ने वाले झुकाव से उत्पन्न तनाव और दबाव को रोकते हैं स्ट्रिंगर्स साधारणतः ऐल्यूमिनीयम की मिश्र धातु से बनते हैं यह है सेस्ना 206 H विमान जो एक एकल पिस्टन एंजिन वायुयान है जिसे सेमी मोनोकोकुए निर्माण से बनाया गया है इसके तीन सेक्शंज़ हैं फ़ॉर्वर्ड सेक्शन अग्रभाग से फ़ाइर्वॉल तक है उसके बाद आप देख सकते हैं सेंटर सेक्शन जो फ़ाइअर्वॉल से केबल तक है और वहाँ से आख़िर तक टेल सेक्शन है यह एक और विंग कन्फ़िग्यरेशन है आप देख सकते हैं हाई विंग ये है सेस्ना 206 H देखें विंग की स्थिति यह एक हाई विंग पोज़िशन है इस विमान में है फ़ॉर्म्ड बल्क्हेड्ज़ लॉंजिटूडिनल स्ट्रिंगेरस रीइन्फ़ॉर्सिंग चैनल्ज़ और स्किन इसका मूल पदार्थ है 2024 अलकलड ऐल्यूमिनीयम मिश्र धातु है जिसको फ़ॉर्मिंग के बाद 2024 T 42 स्थिति के लिए हीट ट्रीट किया गया है और जंग निरोधक प्राइमर से रंगा गया है इस फ़्यूज़ेलाज़ में सभी बल्क हेड फ़ॉर्म्ड शीट मेटल रीइन्फ़ॉर्सड शीट मेटल से बने हैं कैबिन सेक्शन के ढाँचे के अवयव फ़ॉर्म्ड बल्क्हेड चैनल्ज़ से निर्मित हैं जो कि फ़ॉर्म्ड U चैनल्ज़ सेक्शंज़ हैं इस निर्माण में लगे हैं फ़ॉर्म्ड बल्क हेड्ज़ लॉंजिटूडिनल स्ट्रिंगेरस और स्किन आप देख सकते हैं कि इस वायुयान में विंग पूर्णतः धातु से निर्मित हैं और स्ट्रट पर आधारित हैं ये है सेमी मोनोकोकुए निर्माण और दो स्पार का व्यवहार किया गया है हर विंग बना है बाहरी विंग पैनल से जिसके साथ हैं अविभाज्य फ़्यूअल बे और एलरान एवं फ़्लैप सभी रिब्ज़ के बाहर निकले किनारे पसलियों की तरह काम करते हैं और साथ ही रिब्ज़ को दृढ़ता देते हैं स्किन हर रिब फ़्लैंज के साथ सीधी रिवेट की गयी है और हर अगली रिब बे को कोषीय शक्ति देती है नोज़ सेंटर और ट्रेलिंग एज रिब भाग भी सामने की ओर पिछले स्पार के साथ रिवेट किए गए हैं जिनसे बुनियादी ऐरोफ़ोईल सेक्शंज़ बने हैं अलकलड से बने स्ट्रिंगर स्किन को रिब्ज़ के मध्य कड़ा कर के रखते हैं स्पार्स में शामिल हैं मशीनीकृत मिल्ड और बारीक बाहर की तरफ़ निकले भाग जिनको शीटमेटल जालों के साथ रिवेट किया गया है इस तरह सेस्ना 206 H विमान विंग एक सेमी कैंटिलीवर सेमी मोनोकोकुए धातु निर्माण है जिसमें आगे और पीछे दो स्पार हैं यह है अगला स्पार मुख्य स्पार यह रिवेटों की लकीर मुख्य स्पार को जाते हुए दर्शाती है रिवटिंग की यह पिछली लकीर पिछले स्पार को दर्शाती है स्किन पैनल्स रिब के साथ रिवेट किए गए हैं विंग की कई रिब्ज़ हैं यह है पहली रिब यह दूसरी यह तीसरी और यह चौथी आप देख सकते हैं रिवेटों की लकीरें ये रिब हैं स्किन पैनल्स को रिब्ज़ स्पार्स और स्ट्रिंगेरस के साथ रिवेट करने से यह निर्माण पूरा होता है यहाँ आप विंग का भीतरी संरचना देख सकते हैं यह है अगला स्पार आप विंग के भीतर देख सकते हैं बायीं तरफ़ रिब है आप रिब देख सकते हैं यह है आपकी रिब रिब का ट्रेलिंग एज ओफ़ रिब पिछले स्पार से जोड़ी हुई और यह है पिछला स्पार और यह एक और रिब है अब आप देख सकते हैं विंग के भीतर की संरचना यह है अगला स्पार अगले स्पार को अंदर से देख सकते हैं यह है रिब जो अगले स्पार से जुड़ी लीडिंग एज के साथ जुड़ी है ट्रेलिंग एज जो पिछले स्पार से जुड़ी है और यह है आपका पिछला स्पार हमने दो स्पार बाहर से देखे थे आप उनको अंदर से भी देख सकते हैं यह है रीयर स्पार और यह एक अन्य रिब है यह एक और विंग संरचना है यह है साइनस 912 मोटर ग्लाइडर आप देख सकते हैं ऊपरी भाग पर जोड़ा गया विंग यह एक उदाहरण है हाई विंग का अब देखें कि विंग को फ़्यूज़ेलाज़ के साथ कैसे जोड़ा गया है आप देख सकते हैं हाई विंग साइनस 912 विमान पर हाई विंग का संयोजन यह हैं दो स्पार आप देख सकते हैं इनको भीतर ही भीतर जाते हुए यह एक और अटैच्मेंट है दाहिने तरफ के लिए दूसरा विंग अटैच्मेंट बायीं तरफ़ है आप दो अटैच्मेंट देख सकते हो यह एक और अटैच्मेंट है बाएँ पक्ष पर उन दोनो के अलावे एक और अटैच्मेंट है और यह है केंद्र इस तरह बुनियादी तौर पर तीन बोल्ट हैं जो विंग को पकड़े हुए हैं साइनस 912 मोटर ग्लाइडर के दो विंग्स आप देख रहे हैं यह है हंस 3 वायुयान का एक लो विंग विमान आप देख सकते हैं कि विंग अटैच्मेंट निचले भाग पर है आप देख रहे हैं हंस 3 का विंग अटैच्मेंट यह है एक बोल्ट जो आप देख रहे हैं दाहिने विंग के लिए फ़ॉर्वर्ड विंग अटैच्मेंट है पिछले भाग पर एक और अटैच्मेंट है आप इसे देखें यह बोल्ट यहाँ एक क्रीप मार्क भी है यह दाहिने विंग के लिए रियर विंग अटैच्मेंट है इसी तरह बाएँ विंग के लिए भी ऐसा हाई अटैच्मेंट है यह है रियर विंग अटैच्मेंट आप देख सकते हैं एक बड़ी वॉशर सहित रियर विंग अटैच्मेंट बोल्ट और ऐसा ही अटैच्मेंट बाएँ विंग के लिए आगे की तरफ़ है आप यह भी देख सकते हैं बाएँ विंग का अगला अटैच्मेंट यह बोल्ट है आपने देखा विंग अटैच्मेंट बोल्ट दो बाएँ विंग के लिए और दो दाहिने विंग के लिए आपने देखा विंग अटैच्मेंट बोल्ट संख्या में 4 हैं दो दाहिने विंग के लिए और दो बाएँ विंग के लिए दो आगे के लिए और दो पीछे के लिए हम हँस 3 वायुयान पर हैं और आप देख सकते हैं रोटेक्स 914 F3 एंजिन यह रहे हैं एंजिन माउंट जो फ़ाइअर्वॉल से जुड़ा है यह है फ़ाइअर्वॉल ये हैं एंजिन माउंट अटैच्मेंट बोल्ट जो दाहिने तरफ़ है यह है टॉप अटैच्मेंट बोल्ट यह है बॉटम अटैच्मेंट बोल्ट इसी तरह दो बाएँ तरफ़ हैं यही 4 बोल्ट एंजिन को फ़ाइअर्वॉल के साथ जोड़ते हैं आप एंजिन माउंट देख सकते हैं इसके अलावे एंजिन फ़्रेम के साथ 4 बिंदुओं पर जुड़ा है कम्पन को सोखने वाले रबर माउंट आप देख सकते हैं 4 माउंट यह हैं बाएँ तरफ़ नीचे का और बाएँ तरफ़ ऊपर का इसी तरह दाहिने तरफ़ भी दो एक ऊपर और ए नीचे अब हम देख रहे हैं हँस 3 वायुयान का फ़िक्स लैंडिंग ग़ीयर जो 8 बोल्टों से फ़्यूज़ेलाज़ के साथ जुड़ा है 4 बोल्ट दाहिने तरफ़ आप देख सकते हैं लैंडिंग ग़ीयर अटैच्मेंट ब्रैकट दो बोल्ट आगे की तरफ़ और दो बोल्ट पिछे की तरफ़ इसी तरह बाएँ तरफ़ 4 बोल्ट दो आगे और दो पीछे अतः कुल आठ बोल्टों से मेन लैंडिंग ग़ीयर फ़्यूज़ेलाज़ के साथ जोड़ा गया है अब हम सेस्ना 206 वायुयान पर हैं जिसका एक मुख्य लैंडिंग ग़ीयर है और एक नोज़ लैंडिंग ग़ीयर है लैंडिंग ग़ीयर संरचना इस वायुयान की फ़िक्स्ड है आप देख सकते हैं कि यह मुख्य लैंडिंग ग़ीयर बाएँ तरफ़ का है और दाहिने तरफ़ भी आप एक और लैंडिंग ग़ीयर पाएँगे यह आपका नोज़ लैंडिंग ग़ीयर आप देख सकते हैं लैंडिन ग़ीयर अटैच्मेंट यह है पहला अटैच्मेंट दूसरा और यह तीसरा अटैच्मेंट बायीं तरफ़ है आप देख सकते हैं तीन अटैच्मेंट बोल्ट जो मुख्य लैंडिंग ग़ीयर को फ़्यूज़ेलाज़ के साथ जोड़ते हैं यह बायीं तरफ़ के लैंडिंग ग़ीयर अटैच्मेंट के लिए इसी तरह का अटैच्मेंट दाहिने तरफ़ के लिए भी है आप देख सकते हैं लैंडिंग गियर सेस्ना 206 विमान के लिए यह पहला अटैच्मेंट पॉइंट है और दूसरा अटैच्मेंट इस तरफ़ है और सेस्ना 206 के फ़िक्स्ड नोज़ लैंडिंग गियर के लिए दो अटैच्मेंट पॉइंट हैं यह आपका स्टीरिंग बेल क्रैंक आप देख सकते हैं सेस्ना 206 का नोज़ लैंडिंग ग़ीयर अटैच्मेंट यह एक अटैच्मेंट है और यह दूसरा सेस्ना 206 विमान के फ़िक्स्ड लैंडिंग गियर के लिए दो अटैच्मेंट अधिक भीतर आप देख सकते हैं यह है स्टीरिंग अटैच्मेंट आप देख सकते हैं यह है स्टीरिंग आर्म या स्टीरिंग बेल क्रैंक एक अटैच्मेंट के साथ एक रॉड यहाँ जोड़ा हुआ और दूसरा आप यहाँ ज़्यादा अंदर देखें यह भी जोड़ा हुआ है अतः दो स्टीरिंग रॉड हैं नोज़ लैंडिंग गियर के लिए यह आप देख सकते हैं शिमी डैम्पर शिमी डैम्पर स्थिति और ओलेओ नूमैटिक स्ट्रट और नोज़ ग़ीयर फ़ोर्क यहाँ अब हम पाइपर सैरटोगा वायुयान पर हैं जिसमें एक रेट्रैक्टबल लैंडिंग ग़ीयर है आप देख सकते हैं दाहिना मुख्य लैंडिंग ग़ीयर पाइपर सैरटोगा विमान का ये है लैंडिंग गियर अटैच्मेंट पोईंट आप देख सकते हैं यह है लैंडिंग गियर अटैच्मेंट ब्रैकट 4 बोल्ट 1 2 3 और एक पीछे की तरफ़ इन 4 बोल्टों सहित 1 अटैच्मेंट ब्रैकट यह अटैच्मेंट मेन लैंडिंग ग़ीयर को फ़्यूज़ेलाज़ के साथ जोड़ता हाई आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग क्योंकि यह रेट्रैक्टबल लैंडिंग गियर है यह स्प्रिंग आप देख सकते हैं और यह हुक डाउन लॉक हुक इन स्विच सहित ओलेओ नूमैटिक स्ट्रट टॉक लिंक्स टायर असेम्ब्ली और ब्रेक यूनिट यह पाइपर सैरटोगा विमान है आप देख सकते हैं पाइपर सैरटोगा विमान का रेट्रैक्टबल लैंडिंग ग़ीयर अब आप देखेंगे रेट्रैक्शन चेक रेट्रैक्शन और इक्स्टेन्शन चेक पाइपर सैरटोगा विमान का अप आपने लैंडिंग गियर देखा है सभी तीन लैंडिंग गियर दो लैंडिंग गियर और एक नोज़ लैंडिंग गियर पीछे हट गए हैं और अब ऊपर चले गए अब हम देखेंगे ये कैसे नीचे आते हैं डाउन आप लैंडिंग गियर की क्रमिक चाल देखें वे नीचे आ गए हैं और अब पूरी तरह नीचे आकर लॉक हो गए हैं इनकी इमर्जेन्सी चेक भी होती है हम एक इमर्जेन्सी चेक करेंगे इनका ऊपर उठना सामान्य है ये सामान्य रूप से ऊपर उठ गए इमर्जेन्सी का चयन करने से ये निर्बाध नीचे गिरते हैं इमर्जन्सी डाउन आप देखते हैं इमर्जन्सी चुनी गयी है और ये गियर निर्बाध नीचे गिर कर लॉक हो जाते हैं इमर्जन्सी चुनते हाई ये तत्काल नीचे गिर गए सेस्ना 206 विमान के टेल प्लेन में वर्टिकल स्टबिलिसेर रडर और हॉरिज़ॉंटल स्टबिलिसेर एलेवेटर और एक एलेवेटर ट्रिम टैब होती हैं देखें वर्टिकल स्टबिलिसेर के दो स्पार हैं पहला स्पार और दूसरा स्पार और रिब्ज़ स्पार और रिब्ज़ पर स्किन जड़ी होती है इसी तरल रडर का एक स्पार होता है और एक रिब यहाँ भी स्पार और रिब पर स्किन जड़ी रहती है रडर 3 माउंटिंग बोल्टों से वर्टिकल स्टबिलिसेर के साथ जुड़ा रहता है देखें 3 माउंटिंग बोल्ट को एक यहाँ नीचे आप देख सकते हैं बॉटम माउंटिंग बोल्ट मिडल माउंटिंग बोल्ट और टॉप माउंटिंग बोल्ट फिर से हॉरिज़ॉंटल स्टबिलिसेर पर आते हैं आप देखते हैं हॉरिज़ॉंटल स्टबिलिसेर के दो स्पार हैं एक फ़ॉर्वर्ड स्पार और एक रीयर स्पार इसकी रिब्ज़ लगी हैं और स्किन पैनल स्पार और रिब्ज़ पर जड़ा है इसी तरह एलेवेटर भी एक स्पार और रिब्ज़ से बना है जिस पर स्किन पैनल रिवेट से जड़ा है एलेवेटर पर बैलेन्स वेट है जो हिंज लाइन से आगे है आप देख सकते हैं ये हैं बैलेन्स वेट एक दाहिने और एक बाएँ तरफ़ एलेवेटर ट्रिम टैब भी वैसा ही है उसके एक रिब है और स्किन पैनल रिब पर जड़ा है इसी तरह एलेवेटर भी एक स्पार और रिब्ज़ से बना है जिस पर स्किन पैनल रिवेट से जड़ा है एलेवेटर पर बैलेन्स वेट है जो हिंज लाइन hinge लाइन से आगे है आप देख सकते हैं ये हैं बैलेन्स वेट एक दाहिने और एक बाएँ तरफ़ एलेवेटर ट्रिम टैब भी वैसा ही है उसके एक रिब है और स्किन पैनल रिब पर जड़ा है आप एलेवेटर माउंटिंग को देखें एलेवेटर हॉरिज़ॉंटल स्टबिलिसेर के साथ जुड़ा है और आप देख सकते हैं एलेवेटर की माउंटिंग ऐसी ही माउंटिंग बायीं तरफ़ भी है तो यह दाहिने तरफ़ के एलेवेटर जोड़ा हुआ बोल्ट यहाँ हैं ये आप देख रहे हो रॉड अटैच्मेंट यह अटैच्मेंट एलेवेटर ट्रिम टैब के लिए है और ये है एलेवेटर ट्रिम टैब का कंट्रोल टैब ये है एलेवेटर ट्रिम टैब एलेवेटर ट्रिम टैब हिंज पर लगा होता है आप देखें ये है यह है हिंज लाइन यह हिंज से लगाया गया है सेस्ना 206 विमान का टेल प्लेन एक पूर्ण कैंटिलीवर पूर्णतः धातु निर्मित है और उसके साथ हैं वर्टिकल स्टबिलिसेर रडर हॉरिज़ॉंटल स्टबिलिसेर और एक एलेवेटर ट्रिम टैब